8051 माइक्रोकंट्रोलर को इसके अंदर कई टाइमर मिले हैं और उन टाइमर का उपयोग गिनती के उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है इसलिए जब इसे टाइमर के रूप में उपयोग किया जाता है इसलिए यह उस घड़ी से प्रेरित होता है जो हमारे पास माइक्रोकंट्रोलर में होती है और यदि आप किसी बाहरी घटना को गिन रहे हैं तो आप इसे काउंटर मोड में उपयोग कर सकते हैं और उस स्थिति में बाहरी दुनिया में होने वाली घटनाओं को माइक्रोकंट्रोलर को पल्सेस के रूप में दिया जाएगा और माइक्रोकंट्रोलर इस तरह की घटनाओं की संख्या की गणना करेगा इसलिए हम देखेंगे कि यह बहुत उपयोगी है खासकर जब आप एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन कर रहे हों तो यह भी है कि हमें पर्यावरण के साथ बातचीत करने की आवश्यकता है और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने अब तक जो डिले भाग देखा है उन्हें जो देरी रूटीन मिली है वे सॉफ्ट डिले हैं जो हमने देखे हैं इस अर्थ में कि हम कुछ सॉफ़्टवेयर निर्देशों का उपयोग कर रहे हैं कुछ रजिस्टरों को कुछ मानों को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं और फिर डिक्रिप्ट जंप नहीं 0 प्रकार के निर्देशों का उपयोग किया जाता है यह देखने के लिए उपयोग किया जाता है कि यह कुछ मात्रा में डिले का परिचय देगा लेकिन जैसा कि आप समझ सकते हैं कि आप उत्पादन नहीं कर सकते उन निर्देशों के अनुसार कोई भी मनमानी देरी क्योंकि निर्देशों को निश्चित संख्या में मशीन साइकिल मिले हैं जिनकी आवश्यकता है और प्रत्येक मशीन साइकिल में देरी हुई है इसलिए जब आप उन निर्देशों का उपयोग कर रहे हैं इसलिए आप केवल कुछ डिले मान प्राप्त कर सकते हैं जो संभव है जबकि यदि आपको बहुत सटीक डिले की आवश्यकता है जैसे मान लें कि आप रोबोट का संचालन कर रहे हैं तो इस हाथ को एक विशेष अनुक्रम में जाना है और यह तय हो गया है या आप ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर सिस्टम कह रहे हैं तो कुछ विशिष्ट समय के लिए रोशनी चालू और बंद होनी चाहिए इसलिए उन मूल्यों को सॉफ्ट डिले के मूल्यों के साथ बिल्कुल मेल नहीं हो सकता है जो इन 8051 निर्देशों का उपयोग करके उत्पादित किया जा सकता है तो उन मामलों में हमें इस सटीक टाइमर का उपयोग करने की आवश्यकता है इसलिए हम इस टाइमर को देखेंगे जहां पूर्वग्रह बहुत अधिक हैं तो टाइमर काउंटर 0 और टाइमर काउंटर 1 वे कुछ देरी समय देरी का उत्पादन करने के लिए टाइमर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है उस स्थिति में टाइमर का स्रोत घड़ी स्रोत है जो आंतरिक क्रिस्टल आवृत्ति है जैसे कि जब भी हमें टाइमर मॉड्यूल मिला है या एक काउंटर मॉड्यूल तो यह मूल रूप से है अगर यह मॉड्यूल है तो यह प्रेरित है कि कुछ चीजें हैं जैसे कि पहली बात यह है कि इसे कुछ घड़ी संकेत के साथ संचालित किया जाना है तो यह कुछ घड़ी पर काम कर रहा होगा और कुछ प्रारंभिक मूल्य टाइमर में लोड होगा तो यह प्रारंभिक मूल्य लोड किया जाएगा और जब यह घड़ी पल्सेस आ रही होगी इसलिए इस घड़ी के आधार पर प्रारंभिक मूल्य है जो हमारे पास है तो यह डिक्रिमेंटिंग पर जाएगा और जब यह कम हो जाएगा या यदि यह एक डीक्रिमिंग टाइमर है इसलिए जब मूल्य कम हो जाता है जब मूल्य 0 हो जाता है तब जब यह 0 से नीचे जाने से कम करने की कोशिश कर रहा होता है तो एक ध्वज उत्पन्न होगा जो ओवरफ्लो और अंडरफ्लो फ्लैग है जो मूल रूप से टाइमआउट ध्वज है अब इसी तरह आपके पास भी उपकोउल्टींग और अपटाइमिंग की अवधारणा हो सकती है इस अर्थ में कि हम मूल्य को कुछ प्रारंभिक मूल्य के साथ शुरू करते हैं और उस बिंदु से यह कुछ अधिकतम मूल्य तक ऊपर की ओर शुरू होता है तो वह अधिकतम मूल्य उस रजिस्टर पर निर्भर करता है जो आपके पास टाइमर या काउंटर वैल्यू रखने के लिए है यदि वह मान 16 बिट है तो यह 65535 तक जा सकता है और उसके बाद एक ओवरफ्लो होगा और जब वह अंडरफ्लो होता है तो यह ध्वज यह कहने के लिए सेट किया जाएगा कि टाइमर ओवरफ्लो है तो अनिवार्य रूप से आपको समय मूल्य मिलता है इसलिए हम देखेंगे कि ऐसा करने से बहुत सटीक समय मान उत्पन्न किए जा सकते हैं इसलिए हम इस टाइमर का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि यह समय देरी जनरेटर है और घड़ी स्रोत 8051 की आंतरिक घड़ी आवृत्ति है या इसे एक काउंटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है तो उस स्थिति में कुछ बाहरी इनपुट एक इनपुट पिन पर आएंगे कि हम बाहरी दुनिया से उस पिन में होने वाली घटनाओं की संख्या की गणना करेंगे उस गणना मूल्य को रजिस्टर में रखा जाएगा अब यह घड़ी हमारे पास है इसलिए यह कई चीजों का प्रतिनिधित्व करता है जैसे कि कन्वेयर बेल्ट पर कुछ आइटम गुजर रहे हैं तो आप केवल यह नोट कर सकते हैं कि कितने आइटम पास हुए हैं या यदि आपने दरवाजे में एक कमरे के प्रवेश पर एक प्रणाली स्थापित की है जैसे कि व्यक्ति प्रवेश कर रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं इसलिए यह मान अद्यतन किया जा सकता है तो इस तरह से हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं तो पहिया की संख्या किसी भी घटना को उत्पन्न करती है जो कुछ पल्स उत्पन्न कर सकती है इसलिए आवश्यक आवश्यकता यह है कि हम जिस भी घटना को गिनना चाहते हैं तो यह अंततः इसे पल्स के रूप में विद्युत संकेत में परिवर्तित किया जाना चाहिए इसलिए प्रत्येक घटना को एक पल्स के अनुरूप होना चाहिए इसलिए यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो हम इसका उपयोग इस गिनती के उद्देश्य के लिए कर सकते हैं इसलिए हम पहले टाइमर ऑपरेशन पर ध्यान देंगे टाइमर रजिस्टरों के कुछ प्रारंभिक मूल्य पर सेट है इसलिए रजिस्टरों के लिए प्रारंभिक मूल्य निर्धारित करें तो यह TH 0 और TL 0 तो ये 2 रजिस्टर हैं जो इस टाइमर 0 के लिए उपयोग किए जाते हैं तो यह समय गणना उच्च या समय मूल्य उच्च है और समय मूल्य कम टाइमर शुरू करते हैं फिर कुछ रास्ता होगा जिससे आप टाइमर शुरू कर सकते हैं और 8051 की गिनती होगी इसलिए पहले हम काउंट डाउन या काउंट अप प्रकार की टाइमर के बारे में बात कर रहे थे तो 8051 में यह काउंट अप टाइमर का प्रकार है तो यह उस मान से ऊपर उठना शुरू कर देगा जो आपने इस TH0 TL0 रजिस्टर जोड़ी में नोट किया है और अब आंतरिक इनपुट घड़ी से इस इनपुट के आधार पर तो यह उन रजिस्टरों के मूल्य को अद्यतन कर रहा होगा और यह जब ये रजिस्टर 0 के बराबर होगा तो इसका मतलब है कि एक ओवरफ्लो है तो इस TH0 TL0 रजिस्टर के आकार पर निर्भर करता है इसलिए यह रजिस्टर कुछ समय बाद ओवरफ्लो हो जाएगा इसलिए अधिकतम मूल्य पर जाने के बाद यह नीचे आ जाएगा 0 पर वापस आएं उस समय यह निरूपित करने के लिए थोड़ा सा समय निर्धारित करेगा कि कोई टाइमआउट है तो यह टाइमर का सामान्य संचालन है दूसरी ओर जब आप इसे एक काउंटर के रूप में देख रहे हैं उस स्थिति में 8051 पिन नंबर P34 T0 पिन के रूप में कार्य करता है तो यह एक मल्टीप्लेक्स ऑपरेशन है इसलिए जब हमने पोर्ट 3 के बारे में चर्चा की तो हमने कहा कि बिट नंबर 4 वास्तव में T0 के साथ गुणा है तो T0 एक बाहरी इनपुट है यह मूल रूप से टाइमर 0 के लिए है और यह उन घटनाओं के लिए है जो घटित हो रही हैं इसलिए अगर हमारे यहां कुछ प्रकार के स्विच हैं तो T0 से जुड़ा है जैसे कि जब भी हम स्विच को बंद करते हैं तो यह सिग्नल मूल्य को उच्च बनाता है और जब हम स्विच को खोलते हैं तो यह कम हो जाता है तो इस तरह हम इस पल्स को उत्पन्न कर सकते हैं इस स्विच को उत्पन्न करने का एक बहुत ही सरल तरीका शायद इस तरह है इसलिए हमें कुछ रजिस्टर और स्विच मिल गए हैं और फिर इस बिंदु को आधार बनाया गया है यदि आप इस बिंदु पर वोल्टेज को मापते हैं तो जब भी यह स्विच बंद होता है तो आप समझ सकते हैं कि मान 0 हो जाएगा और जब भी स्विच खुलेगा तो मान 1 हो जाएगा तो जब भी यह तो यह सिर्फ रिवर्स है इसलिए इस ऑपरेशन के लिए इसलिए यदि हम चाहते हैं कि जब भी यह 1 हो तो उस स्थिति में जब भी स्विच बंद हो मान एक होना चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं आप एक इन्वर्टर लगा सकते हैं और फिर उसे T0 लाइन पर फीड कर सकते हैं तो इस तरह हम कर सकते हैं इसलिए मूल रूप से हम गिन सकते हैं कि यह स्विच कितनी बार बंद हुआ है तो रजिस्टर पर घटनाओं की संख्या को दर्शाता है यह ईवेंट की संख्या की गणना करेगा अब यह TH0 TL0 जोड़ी यह होने वाली घटनाओं की संख्या को धारण करेगा और मूल्य रजिस्टर में संग्रहीत किया जाएगा 2 टाइमर टाइमर 0 और टाइमर 1 के लिए या इस तरह काउंटर 0 और काउंटर 1 में हमें 2 पिन मिल गए हैं T0 और T1 जो इस बाहरी घटनाओं के अनुरूप हैं तो T0 काउंटर 0 के लिए है और T1 काउंटर 1 के लिए है इसलिए इसी प्रकार वे पोर्ट 3 के बिट नंबर 4 और बिट नंबर 5 से गुणा किए जाते हैं यह बाहरी इनपुट Tx इनपुट पिन में आता है तो Tx 0 के बराबर या x 1 के बराबर इसलिए हम ऐसा कुछ कर सकते हैं तो आप केवल इस मान को प्राप्त कर रहे हैं और यह इस रजिस्टर जोड़ी में उपलब्ध है और आप संभवतः यहां एक एलसीडी डिस्प्ले से कनेक्ट कर सकते हैं तो जो भी गणना मूल्य हो वह एलसीडी पर उपलब्ध है तो इस तरह से हमारे पास एक प्रणाली हो सकती है जो घटित घटनाओं की संख्या को प्रदर्शित कर सकती है अब वे कौन से रजिस्टर हैं जो इस टाइमर काउंटर के लिए उपयोग होने जा रहे हैं तो TH0 TL0 TH1 और TL1 तो इनका उपयोग टाइमर मान या काउंटर मान रखने के लिए किया जाता है तो टाइमर 0 के लिए TH0 TL0 और टाइमर 1 के लिए TH1 TL1 एक और रजिस्टर टीमोड है जो टाइमर मोड रजिस्टर है तो इन टाइमर को विभिन्न विभिन्न तरीकों से संचालित किया जा सकता है और यह टीमोड मूल रूप से मॉड वैल्यू को धारण करता है इसलिए हम इन टाइमर को शुरू करने से पहले कुछ विशेष मोड पर सेट कर सकते हैं इसलिए यह उसी के अनुसार काम करेगा एक टीकॉन रजिस्टर है जो एक टाइमर नियंत्रण रजिस्टर है तो यह भी उपयोगी है और हम देखेंगे कि इसका कुछ हिस्सा इंटरप्ट्स के साथ गुणा किया गया है तो यह टाइमर ऑपरेशन और 80 52 को नियंत्रित करेगा 8051 का एक उन्नत संस्करण है और इसे 3 टाइमर काउंटर मिल गए हैं तो 2 टाइमर 0 और टाइमर 1 होने के बजाय इसे टाइमर 2 भी मिला है और इस नियंत्रण रजिस्टर के प्रारूप थोड़ा अलग होंगे हमें टीकॉन मिला है टाइमर 2 रजिस्टरों को नियंत्रित करने के लिए तो TH2 TL2 वे 8052 के लिए हैं लेकिन आम तौर पर हम 8051 के बारे में बात करेंगे इसलिए हम 2 टाइमर टाइमर 1 और टाइमर 0 के लिए खुद को प्रतिबंधित करेंगे और तदनुसार हम इस टीमोड रजिस्टर की सेटिंग देखेंगे टीकॉन रजिस्टर और सभी उस तो किसी भी टाइमर के लिए बुनियादी रजिस्टर इस तरह है तो टाइमर 0 और टाइमर 1 दोनों 16 बिट वाइड हैं तो वे 16 बिट टाइमर हैं इसलिए ये रजिस्टर उन्होंने समय की देरी को एक टाइमर के रूप में संग्रहीत किया है तो कितना समय तो आप इसे कुछ मूल्य के लिए शुरू कर रहे हैं और उस बिंदु से यह ऊपर जाना शुरू कर देगा तो यह ओवरफ्लो होगा जब कि 16 बिट मान 65535 को पार कर जाता है तो कुछ अर्थों में हम कह सकते हैं कि यह टाइमर में शेष समय डिले को रखता है या यदि यह काउंटर है तो यह काउंटर के रूप में घटनाओं की संख्या को रखेगा तो यह TH0 TL0 तो टाइमर 0 को यह 2 रजिस्टर मिला है TH0 TL0 TH0 उच्च आदेशित बाइट है और TL0 निम्न आदेशित बाइट है समान टाइमर 1 को TH1 और TL1 रजिस्टर मिला है जिसमें से TH1 उच्च बाइट है और TL1 निचली बाइट है तो यह 16 बिट रजिस्टर इसे 2 अलग रजिस्टरों TH और TL के रूप में एक्सेस किया जा सकता है इसलिए हम यह देखेंगे कि इन रजिस्टरों को कुछ मूल्यों के साथ जोड़ते समय हमें इसे 8 बिट रजिस्टरों के संदर्भ में करना होगा तो यह संरचना है तो यह कुल मैंने कहा कि यह 16 बिट है तो टाइमर 0 के लिए D0 से dD15 उस D0 से D7 के लिए TL 0 में है और D 8 से D15 के लिए TH 0 में है हालांकि यह उस तरह लिखा है लेकिन हमें मानों को अलग से TL 0 TH 0 में रखना है और इसी तरह हमें टाइमर 1 मिला है जिसे 2 8 बिट रजिस्टरों में विभाजित किया गया है TL1 और TH1 तो ये 2 रजिस्टर्स टाइम वैल्यू या काउंट वैल्यू को होल्ड करने के लिए हैं अगला हम टीएमओडी रजिस्टर या टाइमर मोड रजिस्टर में देखेंगे तो यह एक और 8 बिट रजिस्टर है तो इस 8 बिट रजिस्टर में 4 बिट्स 1 टाइमर के लिए समर्पित हैं कम 4 बिट्स टाइमर 0 के लिए समर्पित हैं उस 4 बिट्स में पहला सबसे महत्वपूर्ण बिट स्ट्रक्चर दोनों निबल्स के लिए समान है सबसे महत्वपूर्ण बिट को गेट कहा जाता है अगले बिट को CT कहा जाता है यह इंगित करेगा कि ऑपरेशन काउंटर ऑपरेशन है या टाइमर ऑपरेशन फिर अगले 2 बिट्स m0 और m1 इसलिए वे उस टाइमर के मोड की पहचान करेंगे जिसे हम ऑपरेट करना चाहते हैं तो यह एक 8 बिट रजिस्टर है और इसका उपयोग किया जा सकता है टाइमर 0 के लिए कम 4 बिट्स और टाइमर 4 के लिए ऊपरी 4 बिट्स इसलिए यदि आप कम 4 बिट्स का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आपको इन मानों को सभी 0 पर सेट करना चाहिए और यदि आप ऊपरी 4 बिट्स का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आपको इन सभी ऊपरी 4 बिट्स को 0 के रूप में सेट करना चाहिए लेकिन यह बिट एड्रेसेबल नहीं है इसलिए अन्य रजिस्टरों के विपरीत जहां मैं बिट्स को अलग अलग सेट या रीसेट कर सकता हूं यहां आप ऐसा नहीं कर सकते तो हमें कुछ अक्सुमुलेटर में 8 बिट पैटर्न तैयार करना होगा और फिर हमें उस पैटर्न को इस टीमोड रजिस्टर में ले जाना होगा या हम इस प्रकार के अब्सोलुटे पते का उपयोग कर सकते हैं तो 21 h का मतलब है कि यह 0 0 1 0 और 0 0 0 1 होगा तो ऊपरी टाइमर के लिए तो यह 0 0 1 0 है इसलिए गेट 0 है काउंटर टाइमर 0 है m1 m0 10 है इसलिए यह मोड 2 है इसलिए यह कहता है कि टाइमर 1 मोड 2 में संचालित होगा यह 0001 का मतलब है कि यह टाइमर 0 मोड 1 में संचालित होगा इसलिए हम देखेंगे कि ये मोड धीरे धीरे क्या हैं इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए तो अगले टीमोड रजिस्टर के और अधिक विस्तार में देख रहे हैं अब आप देखते हैं कि कई मामलों में आप जो चाहते हैं कि ये टाइमर हैं वे 2 अलग अलग स्थितियों या 2 अलग अलग प्रकार के नियंत्रणों पर संचालित हो सकते हैं इस अर्थ में कि शायद मेरे पास एक एप्लिकेशन है जहां यदि कोई घटना बाहरी रूप से हुई है तो केवल टाइमर को चालू किया जाना चाहिए और जब वह चल रहा हो इसलिए यह आंतरिक घड़ी का उपयोग कर रहा है लेकिन जब तक पर्यावरण में कुछ गतिविधि चल रही है हमें इसकी गणना करनी चाहिए तो यह एक प्रकार की स्थिति है शुद्ध देरी का उत्पादन करने के लिए एक अन्य प्रकार की स्थिति है इसलिए मुझे एक सिग्नल को सक्रिय करना होगा और शायद इसे कुछ समय बाद निष्क्रिय करना होगा तो एक प्रकार का आवेदन इस प्रकार है इसलिए मैंने एक सिग्नल सक्रिय किया है जो कहता है कि सिग्नल s1 सक्रिय है और मैं ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर सिस्टम में चाहता हूं कि 1 मिनट के लिए रेड लाइट ऑन होनी चाहिए इसलिए एक बार यह लाल बत्ती चालू हो जाए अगर s1 इस लाल बत्ती से मेल खाता है इसलिए इस बिंदु पर लाल बत्ती चालू है इसलिए हम चाहते हैं कि 1 मिनट के लिए यह लाल बत्ती चालू हो तो यह 1 मिनट है तो यह किसी भी बाहरी घटना द्वारा निर्देशित नहीं है इसलिए एक बार प्रकाश चालू होने के बाद 1 मिनट के बाद माइक्रोकंट्रोलर को इसे बंद कर देना चाहिए तो यह शुद्ध समय की देरी की एक प्रकार की स्थिति है इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये मूल रूप से एक सटीक समय देरी का उत्पादन करते हैं और इस उद्देश्य के लिए मैं इसका उपयोग कर रहा हूं अन्य मामलों में कुछ बाहरी घटना हो सकती है जिसके लिए हम उस समय को मापना चाहते हैं जो आवश्यक है उदाहरण के लिए हम एक स्टॉपवॉच बनाना चाहते हैं इसलिए यदि आप स्टॉपवॉच बनाना चाहते हैं तो मुझे टाइमर शुरू करना होगा और फिर जब कोई बाहरी घटना होती है तो मुझे इस स्टॉपवॉच बटन को दबाना होगा यदि यह सिस्टम है तो एक वॉच बटन है और जब यह वॉच इनपुट आता है तो केवल इस टाइमर को सक्रिय किया जाना चाहिए और यदि यह वॉच इनपुट 0 है तो टाइमर काम नहीं करना चाहिए तो शायद मेरी घड़ी इस तरह जाती है तो घड़ी इस समय के लिए चालू है तो यह इस तरह से बंद है तो इस अवधि में मेरा टाइमर चलना चाहिए और जब इस क्षेत्र में यह घड़ी संकेत कम है तो इसे नहीं चलाना चाहिए ठीक है उस समय में टाइमर को रोक दिया जाना चाहिए तो इस समय यह वॉच बटन से शुरू होता है तो कितना समय बीत चुका है या यदि यह इस बिंदु पर शुरू हो रहा है तो उसके बाद फिर से जब घड़ी सक्रिय हो जाती है इसलिए ये मूल्य वहां याद हैं तो इस मान को इस बिंदु पर ले जाया जाता है और यह इस तरह जारी रहेगा तो इस तरह से टाइमर के संचालन में हमारे पास 2 अलग अलग प्रकार के नियंत्रण हो सकते हैं एक मामले में टाइमर को माइक्रोकंट्रोलर द्वारा पूरी तरह से आंतरिक रूप से नियंत्रित किया जाता है और दूसरे मामले में टाइमर को बाहरी घटना और आंतरिक नियंत्रक दोनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो तदनुसार इस वर्ग भेदभाव इन गेट द्वारा किया जाता है तो यह गेट बिट तो यह बताता है कि क्या काउंटर या टाइमर को सक्षम करना है जबकि केवल INT x पिन अधिक है तो आपको याद है कि 2 INT पिन INT 0 और INT 1 हैं तो INT x इसलिए टाइमर 1 के लिए तो यदि आप इस गेट बिट को एक पर सेट करते हैं तो यह टाइमर केवल तभी काम करेगा जब यह INT 1 पिन उच्च है और एक और नियंत्रण बिट TR1 है इसलिए हम इस TR1 को बाद में देखेंगे तो आम तौर पर अगर आप टाइमर को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के चला रहे हैं जैसे कि गेट तो उस स्थिति में गेट बिट को 0 पर सेट किया जाना चाहिए और टाइमर शुरू करने के लिए हमें संबंधित TR बिट को एक पर सेट करना होगा इसलिए टाइमर 1 को शुरू करने के लिए आपको TR 1 को एक पर सेट करना है टाइमर 0 को शुरू करने के लिए आपको TR 0 को 1 पर सेट करना है इसलिए टाइमर को चलाने के लिए हमें जो करना है वह पहले सेट टाइमर मान और फिर हमें इस TR बिट को TR x बिट सेट करना होगा तो यह ऑपरेशन है इसलिए हम इन TR x बिट्स के स्थान को थोड़ी देर बाद देखेंगे तो हमारे पास यह गेट बिट उस तरह है जब क्लियर किया गया टाइमर होगा जब भी TR x कंट्रोल बिट सेट हो जाए तो टाइमर सक्षम हो जाता है इसलिए यदि यह गेट बिट 0 है तो जब भी TR x एक होता है टाइमर संचालित होगा यदि गेट एक है तो इसे INT x पिन और TR x बिट दोनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही टाइमर को नियंत्रित करेंगे यदि गेट एक है अगर गेट 0 है तो केवल सॉफ्टवेयर टाइमर को नियंत्रित करेगा अगला बिट CT टाइमर या काउंटर सिलेक्ट है तो यह टाइमर ऑपरेशन के लिए क्लीयर किए गए चयन की तरह है तो अगर यह बिट 0 है इसलिए हम टाइमर 1 को टाइमर मोड में संचालित करने के लिए तैयार हैं और यदि यह बिट 1 है तो हम काउंटर मोड में टाइमर को संचालित करना चाहते हैं तो यह T x पिन तब अधिक होना चाहिए और यह C T पिन अधिक होना चाहिए और फिर int के लिए जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि आंतरिक ऑपरेशन के लिए जब यह टाइमर मोड में काम कर रहा है इसलिए माइक्रोकंट्रोलर क्रिस्टल आवृत्ति को घड़ी के रूप में लिया जाएगा और काउंटर ऑपरेशन के मामले में यह T0 और T1 पिन होगा इसलिए उन्हें ईवेंट के लिए इनपुट के रूप में उपयोग किया जाएगा इसलिए टाइमर 1 के लिए यह T1 है टाइमर 0 के लिए यह T0 है तब हमें 2 और बिट्स m 1 और m 0 मिल गए हैं इसलिए उन्हें मोड बिट कहा जाता है इसलिए उस मोड पर निर्भर करता है जिसमें हम इस टाइमर को संचालित करना चाहते हैं तो हमें यह m 1 और m 0 बिट सेट करना होगा तो यह CT बिट यह तय करने के लिए उपयोग किया जाता है कि टाइमर का उपयोग देरी जनरेटर या इवेंट काउंटर के रूप में किया जाता है इसलिए यदि C T 0 है तो यह एक टाइमर के रूप में काम करेगा यह एक देरी जनरेटर है और यदि C T 1 है तो यह एक काउंटर है यह ऑपरेशन गेट भाग की गिनती के लिए है हर टाइमर के शुरू होने और रुकने का मतलब है तो गेट के बराबर 0 और गेट के बराबर 1 तो गेट के बराबर 0 का मतलब है जैसा कि मैंने कहा कि यह पूरी तरह से आंतरिक नियंत्रित है तो यह सॉफ्टवेयर नियंत्रित ऑपरेशन है टाइमर की शुरुआत और रोक TR बिट सेट करके सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाएगा इसलिए हम उस TR बिट को देखेंगे इसलिए एक बार जब आप उस tr बिट को सेट करते हैं तो टाइमर शुरू हो जाएगा जब आप टाइमर को रोकना चाहते हैं तो हमें TR बिट को खाली करना होगा दूसरी ओर यह गेट 1 के बराबर है इसलिए यह बाहरी नियंत्रण है तो यह सॉफ्टवेयर और बाहरी स्रोत दोनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है इसलिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ही टाइमर को नियंत्रित करेंगे तो इस मामले में यह टाइमर सक्षम होगा जब int पिन अधिक है और TR नियंत्रक पिन नियंत्रण बिट सेट है अर्थात TR तो यह नियंत्रित किया जाएगा बिट यह एक पिन नहीं है यह कुछ रजिस्टर में एक बिट है तो इस बिट को सेट किया जाना चाहिए और फिर टाइमर शुरू हो जाएगा और जब आप इसे रोकेंगे या तो आप इस TR बिट को रीसेट कर सकते हैं या आप इस INT को अक्षम कर सकते हैं तो उनमें से किसी एक को टाइमर को रोकने के लिए किया जा सकता है और इस मामले में टाइमर को रोकने के लिए हमें TR बिट को अक्षम करना होगा तो ये टाइमर ऑपरेशन के तरीके हैं तो हमारे पास टाइमर्स मोड 0 मोड 1 मोड 2 मोड और मोड 3 के साथ ऑपरेशन के 4 अलग अलग मोड हो सकते हैं मोड 0 एक 13 बिट टाइमर मोड है इसलिए यह 8 बिट्स एक THx रजिस्टर में संग्रहीत किया जाएगा और 5 बिट्स होंगे TLx रजिस्टर में टाइमर 0 x के बराबर 0 तो 13 बिट टाइमर इसलिए यदि हमारे पास समय मान 13 बिट है तो यह 13 बिट मान है लेकिन मैं इस TH TL जोड़ी का उपयोग मूल्य ठीक रखने के लिए कर रहा हूं तो यह कैसे करना है इसलिए यह THx उच्चतर आदेश 8 बिट्स धारण करेगा और इस TLx में निचले क्रम 5 बिट्स होंगे तो यह है कि 8 बिट अधिक ऑर्डर किया गया और 5 बिट कम ऑर्डर किया गया है और 3 अधिक 0 के साथ क्लब किया गया है जो निचले क्रम में रखा जाएगा TLx रजिस्टर में 5 बिट्स होंगे दूसरी ओर मोड 1 एक 16 बिट टाइमर मोड है तो हम अधिक देरी प्राप्त कर सकते हैं तो यह 8 बिट thx प्लस 8 बिट TLx है इसलिए कुल 16 बिट टाइमर मूल्य है एक और बहुत ही दिलचस्प प्रकार की टाइमर संरचना है जिसे हमें कहा जाता है 8 बिट ऑटो रीलोड इसका मतलब है कि एक बार टाइमर के समाप्त हो जाने के बाद यह टाइमआउट बिट सेट हो गया है फिर टाइमर फिर से चालू हो जाएगा तो यह शुरू में निर्धारित समय के मूल्य के साथ पुनः आरंभ करेगा तो 8 बिट ऑटो रीलोड टाइमर काउंटर के इस मामले में यहाँ यह TH x एक मान रखेगा जो कि ओवरफ्लो होने पर हर बार TL x में पुनः लोड किया जाएगा इसलिए हमें यह THx और TLx रजिस्टर जोड़ी सेट मिला है TH0 और TL0 अब यह TL0 वास्तव में टाइमर के रूप में काम कर रहा है तो TH 0 अभी प्रारंभिक मूल्य रखता है तो आपका टाइमर 8 बिट टाइमर है इसलिए जब यह टाइमर फिर से ओवरफ्लो होता है तो यह TH0 मान TL0 में कॉपी किया जाएगा और यह पुनः आरंभ होगा तो यदि आप एक आवधिक ऑपरेशन उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह बहुत उपयोगी है तो इस तरह से आपकी आवधिक देरी उत्पन्न हो सकती है तो आपके पास यह TH0 TL0 जोड़ी हो सकता है और यह TL0 उसी तरह काम करेगा तो यह बहुत उपयोगी है और एक और टाइमर मोड है जिसे स्प्लिट टाइमर मोड के रूप में जाना जाता है इसलिए जब हम उस अनुरूप मोड में जाते हैं तो हम इसे देखेंगे इसलिए हम इसमें जाएंगे